इस व्याख्यान में हमने कनेक्टिविटी के 4 वें एपिसोड के बारे में बात की इस विशेष व्याख्यान में मैं दो तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करने जा रहा हूं LoRa और SIGFOX मैं LoRa और SIGFOX की विशेषताओं में से कुछ के बारे में बात करने जा रहा हूं और फिर मैं आपको एक वास्तविक उदाहरण दिखाने जा रहा हूं LoRa पर डेटा भेजने के लिए एक वास्तविक सेट लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क है जो विभिन्न चीजों के बीच लंबी दूरी के वायरलेस संचार को सक्षम बनाता है ZigBee जैसी तकनीकें जिन्हें हमने संक्षेप में परिचय अनुभाग में समझा है और अगले व्याख्यान में भी मैं आपको इसका डेमो दिखाने जा रहा हूं ZigBee जैसी तकनीकों में संचार की बहुत लंबी सीमा नहीं होती है खासकर अगर sender और रिसीवर एक दूसरे के बहुत करीब नहीं होते हैं इसलिए मूल रूप Zigbee मिड रेंज संचार के लिए हैं और विशेष रूप से यदि वे sender नहीं हैं और रिसीवर एक दूसरे की दृष्टि की रेखा के भीतर नहीं हैं तो भी यह सीमा Zigbee में कम हो जाती है तो कम bit दर पर विभिन्न चीजों के बीच लंबी दूरी के वायरलेस संचार के लिए इसका मतलब है कम डेटा दर LPWAN तकनीक उपयोगी हैं LoRa SIGFOX ये दो अलग अलग प्रौद्योगिकियां हैं जिनका उपयोग लंबी दूरी के संचार के लिए किया जा सकता है LoRa लंबी दूरी का संक्षिप्त रूप है long Lo और range Ra यह LoRa को परिचित करता है तो लंबी दूरी की संचार या लंबी दूरी की संचार के लिए LoRa करता एक स्प्रेड स्पेक्ट्रम मॉड्यूलेशन तकनीक को शामिल करता है जिसे CSS के रूप में जाना जाता है जो कि चिप स्प्रेड स्पेक्ट्रम है C का मतलब है चिप इसलिए LoRa लाइसेंस फ्री sub gigahertz रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड में काम करता है Sub giga hertz का मतलब है कि यह 1 gigahertz से कम है तो ये सभी अलग अलग बैंड जैसे 169 मेगाहर्ट्ज़ 433 मेगाहर्ट्ज़ 868 मेगाहर्ट्ज़ और 915 मेगाहर्ट्ज़ ये उस क्षेत्र के आधार पर LoRa के संचालन के विभिन्न बैंड हैं जहां इसका उपयोग किया जा रहा है LoRa WAN एक नेटवर्क है जिसमें LoRa विभिन्न उपकरणों के बीच संचार को संचालित और सक्षम बनाता है SIGFOX एक और तकनीक है जिसकी तुलना LoRa कम लागत से की जाती है लेकिन मशीन से मशीन नेटवर्किंग और संचार के लिए एप्लिकेशन डोमेन के लिए व्यापक कवरेज है SIGFOX रेडियो लिंक बिना लाइसेंस के ISM रेडियो बैंड में काम करता है और SIGFOX नेटवर्क प्रति दिन 12 bytes per message के पेलोड के साथ प्रति दिन 140 संदेशों तक का प्रदर्शन देता है और SIGFOX का उपयोग करके थ्रूपुट प्राप्त किया जाता है 100 bps तक है आइए अब हम इस बारे में बेहतर समझ रखते हैं कि लंबी दूरी के संचार LoRa और SIGFOX के लिए इन दोनों तकनीकों की एक दूसरे से तुलना कैसे की जाती है इसलिए मूल रूप से मॉड्यूलेशन तकनीक के संदर्भ में जो कि LoRa का उपयोग किया जाता है जैसा कि मैंने कहा कि CSS चिर्प स्प्रेड स्पेक्ट्रम का उपयोग करता है दूसरी ओर SIGFOX BPSK का उपयोग करता है और बैंडविड्थ के संदर्भ में LoRa 125 किलोहर्ट्ज़ और 250 किलोहर्ट्ज़ का उपयोग करता है यह 125 और 250 किलो hertz का बैंडविड्थ प्रदान करता है SIGFOX मूल रूप से 100 hertz देता है इसलिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि LoRa की तुलना में SIGFOX में बैंडविड्थ बहुत कम है तो हम कह सकते हैं कि कम बैंडविड्थ परिदृश्यों या अनुप्रयोगों में SIGFOX अधिक उपयोगी है क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि SIGFOX LoRa की तुलना में समग्र रूप से सस्ता है LoRa के लिए डेटा दर 50 केबीपीएस है SIGFOX के लिए डेटा दर केवल 100 bits प्रति सेकंड है LoRa विस्तृत बैंड में काम करता है जबकि SIGFOX अल्ट्रा संकीर्ण बैंड में संचालित होता है ट्रांसमिशन की आवृत्ति LoRa में अक्सर होती है जबकि SIGFOX में यह अपरिवर्तनीय है मूल रूप से जहां बैंडविड्थ की आवश्यकता और डेटा दर कम होती है और जहां अपरिवर्तनीय प्रसारण उद्देश्य को पूरा करेगा तो सस्ती SIGFOX तकनीक के साथ जाना बेहतर है अब हम इस बारे में बात करते हैं कि यह संचार कैसे होता है इसलिए अब मैं आपको LoRa के साथ संचार कैसे होता है इसका डेमो देने जा रहा हूं यहाँ पर हम देखते हैं आइए हम यहां इस सेटअप को देखें हमारे पास LoRa मॉड्यूल है जिसमें एक ट्रांसमीटर है और एक सेंसर है तापमान संवेदक ट्रांसमीटर से जुड़ा होता है ट्रांसमीटर से तापमान डेटा रिसीवर मॉड्यूल या रिसीवर को भेजा जाता है ट्रांसमीटर यूनिट से तापमान डेटा LoRa ट्रांसमीटर के माध्यम से LoRa रिसीवर को भेजा जाता है और अगर तापमान एक निश्चित सीमा को पार कर जाता है तो यह प्रकाश झपकेगा इस तरह से यह सेटअप किया जाता है तो हमारे पास क्या है हमारे पास यह तापमान सेंसर मॉड्यूल और LoRa ट्रांसमीटर मॉड्यूल है हम Node MCU के नाम से कुछ जानते हैं जिसके बारे में मैं जल्द ही बात करने जा रहा हूँ यह Node MCU है और फिर हमारे पास रिसीवर LoRa के साथ यह रिसीवर यूनिट है मैं इस पेन के माध्यम से इंगित कर रहा हूं की यह रिसीवर LoRa है और यह यह रिसीवर Node MCU है और यह एलईडी है जो एक बार जब आप डेटा भेजते हैं तो इस ट्रांसमीटर से रिसीवर तक ब्लिंक होती है इसलिए हम इसे दिखाने जा रहे हैं और हम इस प्रणाली के बारे में अवलोकन करने की कोशिश करते हैं जिसके बारे में हमने बात की थी हम एक DHT सेंसर और एक संचार मॉड्यूल के बारे में बात कर रहे हैं जो मूल रूप से यहाँ पर LoRa संचार मॉडल है जो प्रोसेसर के साथ हस्तक्षेप करता है जो कि NodeMCU है तो हमारे पास DHT डिजिटल आर्द्रता और तापमान सेंसर है हमारे पास यह LoRa संचार मॉड्यूल और Node MCU प्रोसेसर है इसलिए ट्रांसमीटर और रिसीवर मॉड्यूल दोनों इस Node MCU से मिलकर होते हैं जैसा हमने देखा है और इस प्रोसेसर बोर्ड को ट्रांसमीटर अंत के साथ साथ रिसीवर के अंत में दोनों की आवश्यकता होती है संचार के इस एक तरीके के लिए एक ट्रांसमीटर होगा और एक रिसीवर होगा और इसे दूसरे तरीके से भी बनाया जा सकता है तो इसीलिए मैंने इससे दर्शाने के लिए डबल headed arrow का उपयोग किया है ट्रांसमीटर मॉड्यूल में सेंसर होता है जो पर्यावरण के तापमान और आर्द्रता की निगरानी करता है और रिसीवर मॉड्यूल को डेटा भेजता है और मैं आपको इसका डेमो देने जा रहा हूं तो यह रिसीवर मॉड्यूल सेट की स्थिति के अनुसार प्रतिक्रिया करेगा और यह मैं एलईडी लैंप की चमक का उपयोग करके दिखाने जा रहा हूं जो मैंने आपको कुछ समय पहले दिखाया था तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने सेटअप के बारे में समझने की कोशिश करते हैं मैंने इस पूरे सेटअप को खींची गई तस्वीरों के रूप में कैप्चर किया है ताकि आपके लिए यह देखना बहुत आसान हो जाए कि ये डिवाइस कैसे दिखते हैं और यह इन तस्वीरों में क्या है और इसके बाद मूल रूप से मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वास्तविक सेटअप डेमो जो मैंने आपके लिए यहां पर किया है तो पहले हम यह सामग्रियों के माध्यम से समझते हैं कि यह सेटअप बहुत नज़दीकी दृष्टिकोण से कैसा दिखता है तो हमारे यहाँ जो कुछ है वह यह है मैं आपको यह LoRa दिखाने जा रहा हूँ यह LoRa मॉड्यूल है और यह DHT सेंसर है जो की डिजिटल आर्द्रता तापमान सेंसर है और यह आपका Node MCU है Node MCU कुछ भी नहीं लेकिन एक प्रोसेसर है तो हमें Node MCU LoRa डीएचटी सेंसर और कुछ जम्पर तारों की आवश्यकता है जो कि मैं आपको विभिन्न इकाइयों को जोड़कर दिखा रहा था तो ये विभिन्न तारे हैं जिन्हें जम्पर तारों और एलईडी के रूप में जाना जाता है तो ये ऐसे घटक हैं जो आपको उस सिस्टम का डेमो देने के लिए आवश्यक हैं जो मैंने अभी आपको दिखाया है और यहां हम जो दिखाने जा रहे हैं वह यह है कि हमारे पास LoRa रिसीवर को डेटा भेजने वाला एक LoRa ट्रांसमीटर है और इसलिए यह वही है जो मूल रूप से मैं आपको इस कोड में दिखाने जा रहा हूं में आपको यह बहुत करीब से दिखाता हूं कि यह Node MCU कैसा दिखता है तो यह नोड MCU मूल रूप से एक सस्ता Arduino बोर्ड है जिसे आप इस तरह से सोच सकते हैं यह एक बहुत ही सस्ता मॉड्यूल है जो इसी तरह का कार्य करता है जिसमें आपके Arduino की तरह की कार्यक्षमताएं होती हैं और यह मूल रूप से एक ESP 12 मॉड्यूल है जो इसका अनुपालन करता है Arduino IDE तो मूल रूप से Arduino का उपयोग करने के बजाय जो थोड़ा अधिक महंगा है आप Node MCU का उपयोग कर सकते हैं तो यह Arduino IDE इसका अनुपालन करता है और हम इस के साथ अन्य Arduino बोर्ड का उपयोग कर सकते हैं तो नोड MCU और Arduino IDE के बीच इंटरऑपरेबिलिटी है और पिन कॉन्फ़िगरेशन को यहां दिखाया गया है यह पिन कॉन्फ़िगरेशन है और अगर आप इस लिंक पर जाते हैं अगर मैं इस विशेष लिंक पर जाता हूं तो मैं आपको दिखा सकता हूं कि यह पिन कॉन्फ़िगरेशन Node MCU के लिए कैसा दिखता है तो ये IO पिन और GPIO पिन के बीच अलग अलग मैपिंग हैं तो यह मूल रूप से पिन कॉन्फ़िगरेशन और नियमित IO पिन और संबंधित GPIO नंबर के बीच मैपिंग है इसलिए मूल रूप से इस जानकारी को लेना होगा इस नोड MCU बोर्ड में GPIO और पिन नंबरिंग के बीच मैप करने की कोशिश करते समय इस पर ध्यान देना होगा मैं अब इसे बंद करता हूँ और जहां हम थे वहां वापस चलते हैं तो यह यह नोड MCU पिन कॉन्फ़िगरेशन है और जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि ये अलग अलग डेटा पिन D0 D1 D2 D3 D4 हैं और यह वह जगह है जहां हम इस सेटअप के हमारे अन्य घटकों को जोड़ने जा रहे हैं यह समग्र रूप से यह पिन कॉर्पोरेट कॉन्फ़िगरेशन है और मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूँ लेकिन आप इस विशेष लिंक के माध्यम से खुद के माध्यम से जा सकते हैं यह आपको इन अलग अलग अर्थों में से प्रत्येक की पूरी तस्वीर देगा तो यह मूल रूप से LoRa ट्रांसीवर मॉड्यूल है तो यह यह LoRa ट्रांसीवर है और इसमें अलग अलग पिन हैं जैसा कि यहां चित्र में दिखाया गया है यह पिन कॉन्फ़िगरेशन है और यह मूल रूप से लंबी दूरी के वायरलेस संचार के लिए उपयोग किया जाता है और यह विशेष रूप से औद्योगिक IoT परिदृश्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है LoRa मूल रूप से बहुत उपयोगी है और यह इस DHT सेंसर का पिन कॉन्फ़िगरेशन है अन्य घटक जो हम अपने सेटअप में उपयोग कर रहे हैं पिन 1 मूल रूप से 33 वोल्ट से 5 वोल्ट की बिजली आपूर्ति है फिर पिन 2 डेटा है पिन 3 शून्य है और पिन 4 जमीन है इसलिए हमारे यहां चार अलग अलग पिन हैं तो यह है कि Node MCU और LoRa के बीच के बीच यह कनेक्टिविटी कैसे होगी तो Node MCU और LoRa इस तरह से यह कनेक्शन होने जा रहा है तो हमारे पास यह LoRa मॉड्यूल है यह LoRa है और यह आपका Node MCU है और ये जम्पर वायर यदि आप चित्र से देख सकते हैं तो यह LoRa के एक पोर्ट से Node MCU में संबंधित पोर्ट से कनेक्ट हो रहे हैं इसलिए हमारे पास इस LoRa मॉड्यूल से नोड MCU तक अलग अलग पोर्ट्स को जोड़ने वाले अलग वायर जम्पर वायर हैं और आप यह भी देख सकते हैं कि कैसे ये अलग अलग जम्पर तार इस तापमान संवेदक इस तापमान संवेदक विभिन्न पिनों को जोड़ रहे हैं चार पिन थे जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा है तो इन चार अलग अलग पिनों का 1 2 3 4 कैसे वे इस LoRa मॉड्यूल से जुड़ते हैं यहां दिखाया गया है तो यह मूल रूप से है कि आपका कनेक्शन कैसे होने वाला है क्योंकि तापमान संवेदक सेंस करेगा और फिर यह इस LoRa मॉड्यूल के माध्यम से डेटा भेजने वाला है यह समग्र ट्रांसमीटर होगा और यह डेटा भेजने वाला है और यह रिसीवर द्वारा प्राप्त किया जाएगा तो यहाँ पर इस नोड MCU और LoRa मॉड्यूल के विभिन्न पिनों के बीच की मैपिंग आपके लिए दी गई है आप इसे स्वयं आज़मा सकते हैं इसलिए जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि NodeMCU में GPIO 14 पिन घड़ी के लिए SCK से जुड़ता है और फिर MISO पिन GPIO 12 से जुड़ा है तो यह मूल रूप से कई इनपुट सिंगल आउटपुट है और GPIO 13 MOSI से जुड़ता है फिर Vcc को Vcc ग्राउंड से ग्राउंड को GPIO 2 को CS और फिर GPIO 15 5 को RST से जो कि रीसेट है और यह 4 इंटरप्ट के लिए है और इसलिए यदि आप इस NodeMCU को देखते हैं तो ये आपको दिखते हैं आइए हम यहाँ देखें आपको कोई GPIO लिखा हुआ नहीं मिलेगा इसलिए इसका उल्लेख यहाँ नहीं किया गया है तो मूल रूप से इस मैपिंग के लिए मैंने आपको उस विशेष लिंक के माध्यम से दिखाया था यदि आपको उस वेबसाइट में याद है जो मैंने लिंक की थी तो आप इस GPIO के बीच इन संख्याओं के बीच मैपिंग प्राप्त कर सकते हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं तो ये संख्याएँ हैं जो यहाँ पर दी गई हैं तो इस GPIO के बीच की मैपिंग के लिए एक व्युत्पन्न करना होगा और हालाँकि यहाँ पर सुविधा के लिए हमने आपको दिखाया है कि यह GPIO पिन क्या है और यह LoRa मॉड्यूल के अन्य पिन को कहाँ से जोड़ता है फिर Node MCU और डीएचटी के बीच संबंध के लिए इसलिए यह भाग मैंने आपको पहले ही दिखाया है इस भाग को मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया है अब इस GPIO 4 के बीच कनेक्शन के इस भाग के लिए नोड MCU का GPIO 4 DHT के डेटा से जुड़ता है तो 3V3 33 वोल्ट है यह एक Vcc से जुड़ता है और ग्राउंड ग्राउंड से जुड़ता है तो यह समग्र रूप से इस नोड MCU और DHT के बीच की मैपिंग दोनों के पिन विन्यास के संदर्भ में दिखता है तो DHT सेंसर पिन कॉन्फ़िगरेशन के साथ नोड MCU पिन कॉन्फ़िगरेशन इसलिए मैं जल्द ही आपको इन सभी को दिखाने जा रहा हूं तो इस सेटअप को चलाने के लिए आवश्यक कुछ आवश्यक शर्तें हैं तो एक चीज़ जो आपको चाहिए वो है मूल रूप से ये adafruit Library जो काम करेगा जिसके साथ यह DHT 22 सेंसर काम करेगा इस LoRa मॉड्यूल के काम के लिए आपको इस रेडियोहेड लाइब्रेरी की भी आवश्यकता है और इन्हें यहां से डाउनलोड किया जा सकता है और सुविधा के लिए प्रारंभिक कनेक्शन LoRa मॉड्यूल में मिलाया गया है जैसा कि यहां URL में बताया गया है तो यह यहाँ दिया गया है और Arduino IDE में Node MCU बोर्ड को जोड़ने के लिए क्योंकि मैंने आपको पहले ही शुरू में बताया था अगर आपको याद हो तो कि हम इस Arduino IDE का उपयोग करेंगे जो आम तौर पर केवल Arinoino के साथ अनुपालन होता है लेकिन नोड MCU भी Arduino IDE प्लेटफॉर्म पर काम करता है तो ऐसा करने के लिए आपको इन चरणों का पालन करना होगा तो आप इन चरणों का पालन करें और यह है कि Arduino IDE LoRa Node MCU के लिए कैसा दिखता है और ये कदम हैं जिनका आपको पालन करना होगा और सिर्फ संक्षिप्तता के लिए मैं इस बात को छोड़ रहा हूं तो ये वो चरण हैं जो आपको पिछली स्लाइड में दिए गए हैं और इसलिए अंत में आपको LoRa के लिए संबंधित कार्यक्रमों को खोलना होगा Node MCU के साथ LoRa इंटरफेसिंग के लिए यह यह ट्रांसमीटर प्रोग्राम है यह इस प्रकार दिख रहा है जैसे कि यह ट्रांसमीटर अंत के लिए है इसलिए जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि हमारे पास LoRa सीएस आरएसटी या इंटरप्ट के विभिन्न पिनों के लिए ये घोषणाएं हैं तो ये अलग अलग पिन हैं और उनकी परिभाषा दी गई है तो ये मान pset मान हैं और यह डेटा पिन यह भी कुछ ऐसा है जिसे आपको करना होगा DHT डेटा पिन को नोड MCU पिन के साथ मैप किया जाएगा और यह एक लंबा कोड है और ये स्नैपशॉट मूल रूप से इसका केवल एक हिस्सा दिखाता है लेकिन मूल रूप से यह कुछ ऐसा है जिसे करना होगा इसलिए नोड MCU के साथ LoRa इंटरफेसिंग के लिए यह कोड का एक हिस्सा है इसलिए जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि सेंसर से तापमान और आर्द्रता का मूल्य स्ट्रिंग के रूप में पढ़ा और बचाया जा सकेगा इसलिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह आर्द्रता मान पढ़ा जा रहा है तापमान मान पढ़ा जा रहा है और फिर इस कोड में स्ट्रिंग समाकलन के माध्यम से इस लंबे स्ट्रिंग msg 1 का निर्माण किया जा रहा है जिसमें समवर्ती आर्द्रता और तापमान मान होंगे और फिर इसे पोर्ट के माध्यम से भेजना होगा तो यह संदेश एक जिसे पहले इस स्ट्रिंग कॉन्सेप्टन में बदलना होगा और इसे सीरियल पोर्ट में प्रिंट करना होगा फिर इसे भेजा जाता है फिर इसे कोड के इस भाग का उपयोग करके भेजा जाता है इस भाग का उपयोग करके इसे भेजा जाता है तो भेजने का काम किया जाएगा उसके बाद रिसीवर की ओर से डेटा को इस तरह से प्रोग्राम करना होगा कि डेटा प्राप्त करना होगा और जब आप डेटा प्राप्त करते हैं तो इसे इस तरह से प्रोग्राम किया जाता है कि आप रिसीवर से ट्रांसमीटर तक भेजी जाएगी इसलिए ट्रांसमीटर जानता है कि एक सफल रिसेप्शन हुआ है इसलिए सफल रिसेप्शन के बाद प्रेषक मॉड्यूल को पावती संदेश भेजा जाता है और हर बार एक संदेश प्राप्त होता है जिस led पिन को मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वह चमकने वाला है इसका मतलब है यह उच्च पर सेट है तो यह वह जगह है जहां इस टिप्पणी के माध्यम से यह उच्च पर सेट है तो यह लूप जैसा कि आप देख सकते हैं यह एक लूप है जो डेटा प्राप्त करने के लिए चलता है यह चैनल पर सुन रहा है यह रिसीवर लूप के माध्यम से लगातार सुन रहा है कि क्या कोई डेटा प्राप्त हो रहा है और यह ट्रांसमीटर इस तरह से पैक संदेश भेज रहा था इसलिए यह इस संदेश को प्राप्त करता है और एक बार यह प्राप्त हो जाता है तो यह इस तरह से प्रोग्राम किया जाता है कि यह चमकेगा इस विशेष उच्च आदेश के माध्यम से इसलिए इसके बाद यह प्रिंट होने वाला है कि यह प्राप्त हो गया है और जो प्राप्त हुआ है वह भी प्रिंट होने वाला है अब जो डेटा प्राप्त किया गया है उसी के अनुसार उसकी पावती भेजनी होगी और वह इस कोड की मदद से किया जाएगा इसलिए यह स्वीकार करेगा कि इसे भेजा गया है और यह ट्रांसमीटर सीरियल मॉनिटर से आउटपुट है इसलिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां LoRa को पहले शुरू किया गया है 915 तक आवृत्ति सेट की जाती है तापमान भेजने वाले तापमान और आर्द्रता मान तापमान दिया जाता है क्योंकि हम नमी के मूल्यों का वास्तविक तापमान नहीं दिखा रहे हैं लेकिन इस तरह से यह कोड दिखने वाला है तो शुरू में यह ऐसा होता है फिर यह तापमान को महसूस करना शुरू कर देता है और सेंसर तापमान संवेदक तापमान और आर्द्रता को महसूस करता है फिर मूल रूप से वह इसे भेजता है और रिसीवर मूल रूप से इसे वापस भेज देगा पावती ट्रांसमीटर द्वारा प्राप्त की जाएगी और फिर प्रक्रिया आगे भी जारी रहने वाली है तो ये मूल रूप से इस आर्द्रता के बराबर तापमान आर्द्रता तापमान भेजने वाला यह हिस्सा है और इसे प्राप्त होने वाली पावती यह मूल रूप से इस तरह दोहराता रहता है यह ऐसा दिखता है रिसीवर में Arduino IDE में रिसीवर पर मूल रूप से जैसा कि आप यहां देख सकते हैं यह प्राप्त तापमान और आर्द्रता मूल्य दिखाया गया है और फिर यह पावती भेज दी जाती है और यह स्वीकार किया गया संदेश छप जाता है अब मैं आपको इस विशेष सेटअप के वास्तविक कार्य को दिखाने जा रहा हूं तो अब हम अपने मूल सेटअप पर वापस जाते हैं इसलिए यदि आपको याद है कि यह वही है जो हमारे ट्रांसमीटर के रूप में है और यह हमारा तापमान सेंसर DHT सेंसर और उनके संबंधित पिन हैं तो यह तापमान सेंसर इस नोड MCU से जुड़ा है और इसी पिन कॉन्फ़िगरेशन को मैंने आपको स्लाइड में दिखाया था और इस नोड MCU का इस LoRa ट्रांसमीटर से एक कनेक्शन है और इस कनेक्शन को मैंने आपको स्लाइड में भी दिखाया है इसलिए आप इसे स्वयं आज़मा सकते हैं तो ये तीन अलग अलग घटक हैं जो ट्रांसमीटर साइट पर इन तीन घटकों से जुड़े हैं और इसलिए इस LoRa ट्रांसमीटर से यह ट्रांसमीटर है और यह एक एंटीना भी है यह इस LoRa ट्रांसमीटर का एंटीना है डेटा भेजा जा रहा है डेटा को भेजा जा रहा है रिसीवर को और यह LoRa रिसीवर है यह LoRa रिसीवर है और यह ट्रांसमीटर है यह LoRa रिसीवर का एंटीना है और यह ट्रांसमीटर है और रिसीवर छोर पर यह Node MCU भी है इसलिए हमारे पास इस रिसीवर को डेटा भेजने वाला ट्रांसमीटर है तो इस ट्रांसमीटर LoRa से रिसीवर LoRa तक डेटा को रिसीवर LoRa में ट्रांसमीटर भेजा जा रहा है डेटा भेजा जा रहा है और इसके आधार पर इस एलईडी लैंप की सक्रियता जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर की जाएगी तो जिस तरह से यह प्रोग्राम किया गया है वह यह है कि ट्रांसमीटर से डेटा प्राप्त करने के तुरंत बाद यह भेजा जाता है की इसे प्राप्त किया गया है और फिर यह मूल रूप से जब भी भेजा जाता है जब भी यह रिसीवर को प्राप्त होता है मूल रूप से यह एलईडी दीपक चमकेगा और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह चमक रहा है तो यह छोटा सेटअप है जो हमारे पास है और इसलिए अब हम वापस जाएं और हमारी स्क्रीन को देखें तो यह यह आईडीई प्लेटफॉर्म है अगर आपको याद है कि कुछ विन्यास है जो आपको बनाना होगा और इसलिए मैंने पहले स्लाइड में मैंने इस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात की थी तो हम कहते हैं कि यह Arduino IDE में आपकी ट्रांसमीटर साइट है और यह आपका Node MCU LoRa Node MCU ट्रांसमीटर है और यह आपका LoRa Node MCU रिसीवर है इसलिए हम इस कोड को ट्रांसमीटर से देखेंगे लेकिन इससे पहले कि IDE में यह कॉन्फ़िगरेशन करना होगा कुछ कॉन्फ़िगरेशन बनाना होगा सबसे पहले इस प्रकार के बोर्ड को चुनना होगा और हम इस नोड MCU 00SP12E मॉड्यूल का उपयोग कर रहे हैं तो यह चुना गया था हमने इस तरह से पूर्व कॉन्फ़िगर किया है और ट्रांसमीटर के लिए भी जो संचार पोर्ट का उपयोग करने जा रहा है इसलिए हमने इसके लिए COM 4 का चयन किया है इसके बाद यह किया जाता है तो हम वापस जाते है मूल रूप से यह कोड ऐसा दिखता है और पहले से ही मैंने आपको बताया था कि आप इनमें से प्रत्येक अलग पिन और उनके संबंधित मूल्यों को कैसे निर्धारित करते हैं मूल रूप से इस संदेश को भेजे जाने के बाद इसे रचा जाता है और इसे इस सीरियल पोर्ट के माध्यम से भेजा जाता है और दूसरे छोर पर प्राप्त किया जाता है इसलिए ट्रांसमीटर भेजने वाले भाग के लिए यह आप यहां देख सकते हैं तापमान मान हम इस तापमान मान और आर्द्रता से शुरू करते हैं acknowledgment received लगातार यह इसी मूल्यों को दिखा रहा है इसलिए यह मूल रूप से ट्रांसमीटर पैनल पर ऐसा दिखता है इस तरह रिसीवर पैनल में ये मूल रूप से प्राप्त किए जा रहे हैं इस कोड को भी यहां दिखाया गया है तो यह है कि रिसीवर विंडो कैसा दिखता है और यह समग्र पैनल है और यह वह तरीका है जिसे हमने प्रोग्राम किया है हमने इस तरह से प्रोग्राम किया है कि एक बार ट्रांसमीटर भेजता है और इसे प्राप्त होने वाला डेटा रिसीवर को प्राप्त होता है जिसे वह दिखाने जा रहा है यह उस LED को जलाने वाला है आप मूल रूप से उस तरह से प्रोग्राम कर सकते हैं जहाँ आप चाहते हैं कि आपको एक LED को जलाने की ज़रूरत नहीं है आप कुछ सक्रिय कर सकते हैं शायद रेफ्रिजरेटर चालू करें या एयर कूलर चालू करें या ऐसा कुछ तो ये हैं समग्र सेटअप और आप Arduino IDE प्लेटफ़ॉर्म में इस कोडिंग को करने की कोशिश करते हैं यह बहुत छोटा सेटअप है और आप मूल रूप से उस तरह से प्रोग्राम कर सकते हैं जो आप चाहते हैं कि आपको एक LED को जलाने की ज़रूरत नहीं है आप कुछ सक्रिय कर सकते हैं शायद रेफ्रिजरेटर चालू करें या एयर कूलर चालू करें या ऐसा कुछ तो ये हैं यह समग्र सेटअप और आप Arduino IDE प्लेटफ़ॉर्म में इस कोडिंग को करने की कोशिश करते हैं यह बहुत छोटा सेटअप है जब आप आश्वस्त होते हैं कि आप विभिन्न अन्य सेटअपों के साथ प्रयास कर सकते हैं जहां LoRa मॉड्यूल के उपयोग के माध्यम से आप डेटा को 01 से दूसरे बिंदु पर भेज सकते हैं और इसके बीच के रिसीवर के लिए ट्रांसमीटर के बीच रिक्ति LoRa में 100 मीटर से अधिक भी हो सकती है अब हम अंत में आते हैं ये अलग अलग संदर्भ हैं यदि आप रुचि रखते हैं तो आप इन संदर्भों के माध्यम से जान सकते हैं धन्यवाद